और यह वास्तव में बहुत बहुत घनी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित है यह मैनहेम नामक एक शहर है मैनहेम एक ऐसी जगह है जहां यह स्थित है एक बहुत बड़ा शहर है और यह आश्चर्यजनक है कि वे इसे कैसे बनाए रखने में सक्षम हैं यह 100 साल से अधिक पुराना है और उनका एक दिलचस्प इतिहास है कि यह दुनिया का एकमात्र ऐसा संयंत्र है जहां एक भी विस्फोट नहीं हुआ है यह आश्चर्यजनक है मेरा मतलब है कि वे सक्षम हैं उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि उनकी प्रक्रियाएं बहुत अच्छी तरह से समझी जाती हैं और उनकी प्रक्रियाएं बहुत अच्छी तरह से डिजाइन की जाती हैं इस पाठ्यक्रम में हम जो भी परिवहन प्रक्रियाएं सीख रहे हैं उन्होंने इसे बहुत अच्छी तरह से समझा है उनकी प्रक्रिया वे इसे इतनी अच्छी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम हैं यह काफी आश्चर्यजनक है मेरा मतलब यह सुनना बहुत ही असामान्य है कि उद्योग में एक भी छोटी दुर्घटना नहीं हुई है क्योंकि यह 100 साल से अधिक समय पहले शुरू हुआ था यह 15 वर्ग किलोमीटर का प्लांट है जो कोई भी उस जगह के आसपास कहीं भी होता है इसलिए जाहिर तौर पर उनके पास सप्ताह में एक बार जनता के लिए खुला दौरा होता है मुझे लगता है कि रविवार मुझे लगता है कि रविवार की सुबह उनके पास बाहर के सभी लोगों के लिए एक खुला दौरा है तो कोई भी जो वास्तव में उस तरफ जा रहा है भले ही आप फ्रैंकफर्ट स्टटगार्ट में हों इनमें से किसी भी स्थान पर यह सिर्फ आधे घंटे की ट्रेन की सवारी है तो आपको जाना चाहिए और इस पलांट का दौरा करना चाहिए और यह वास्तव में एक बहुत ही सुखद अनुभव है इसलिए हम संवहन पर चर्चा कर रहे हैं और इसलिए आइए हम थोड़ा थोड़ा चलो थोड़ा सा पकड़ो और फिर आगे बढ़ें तो हम इनमें से कुछ आयामहीन मात्राओं को देखकर रुक गए हम विभिन्न परिवहन प्रक्रियाओं के बीच समानता पर चर्चा कर रहे हैं तो हमने कहा कि हमने नुसेल्ट संख्या को परिभाषित किया है क्या किसी को याद है hL by k वह क्या है विद्यार्थी यह किसका मिश्रण है संदर्भ समय 0308 घटा नहीं ऐसा नहीं है यह सकारात्मक मात्रा है यह क्या है यह सीमा पर ढाल है मुझे इंटरफ़ेस कहना चाहिए यह इंटरफ़ेस पर ढाल को दर्शाता है और इसी तरह हम लिख सकते हैं और वह है इंटरफ़ेस पर ग्रेडिएंट कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट सीएफ के बारे में क्या हाँ ताऊ द्वारा यह tau by rho Usquare by 2 है और वह होगा 2 रेनॉल्ड्स संख्या से गुणा किया जाता है वेग ढाल इंटरफ़ेस पर तब हमने इसे अनुपात के रूप में भी परिभाषित किया नुसेल्ट संख्या किसका अनुपात है सही तो यह तरल पदार्थ में प्रवाहकत्त्व प्रतिरोध है जो कि इंटरफ़ेस के बजाय संवहन के प्रतिरोध से विभाजित है क्योंकि आप वास्तव में इंटरफ़ेस में परिवहन को देख रहे हैं और इसी तरह शेरवुड नंबर की परिभाषा हो सकती है हम उसमें नहीं जाएंगे यह वैसे भी समान है अब हमने यह भी कहा कि नुसेल्ट संख्या का कार्यात्मक रूप क्या है अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि तापमान Tstar आयामी तापमान xstar का एक कार्य है जो कि सीमा परत के अंदर की स्थिति है तो यह रेनॉल्ड्स संख्या है प्रांड्ल संख्या और यदि आप दबाव प्रवणता जानते हैं जो आमतौर पर स्थिर होती है तो नुसेल्ट संख्या का एक फलन होगा xstar रेनॉल्ड्स नंबर प्रांड्ल नंबर और dPstar dxstar द्वारा क्योंकि इसका मूल्यांकन उस सीमा पर किया जाता है जिसे आप पहला व्युत्पन्न लेते हैं तो यह और कुछ नहीं बल्कि dTstar by dystar at ystar 0 के बराबर है इसलिए Nusselt संख्या अब फ़ंक्शन y स्थिति नहीं है यह केवल x स्थिति की स्थिति है और साथ ही आप इंटरफ़ेस पर ग्रेडिएंट में रुचि रखते हैं जो कि है ystar 0 के बराबर है आज हम जो देखने जा रहे हैं वह यह है कि अभी तक हमने कोई समीकरण हल नहीं किया है सवाल यह है कि क्या हम समीकरण को हल किए बिना कोई और अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं हमें अंततः उन्हें हल करना होगा लेकिन हम सबसे पहले गवर्निंग समीकरणों को हल करने से पहले अधिक से अधिक जानकारी निकालने का प्रयास करेंगे तो पहला अवलोकन यह है कि प्रांड्ल संख्या प्रांड्ल संख्या अल्फा के ऊपर नू का अनुपात है जो थर्मल डिफ्यूजिटी द्वारा विभाजित गति विवर्तन है अब ध्यान दें कि ये सभी बाउंड्री लेयर में हो रहे हैं तो आप सीमा परत की प्रक्रियाओं को चिह्नित करने पर विचार कर रहे हैं तो गति प्रसार और थर्मल प्रसार उन्हें किसी तरह से संबंधित होना चाहिए उन्हें डेल्टा से संबंधित होना है डेल्टा क्या है डेल्टा सीमा परत की मोटाई है तो सभी प्रक्रिया सीमा परत में गति प्रसार हो रही है और इसे सीमा परत की मोटाई का एक कार्य होना चाहिए और थर्मल प्रसार को थर्मल सीमा परत मोटाई का एक कार्य होना चाहिए क्योंकि वह डोमेन है जिसमें ये दो प्रक्रियाएं हो रही हैं तो इसलिए तो यह सामान्य कार्यात्मक रूप है हम नहीं जानते कि वह n अभी भी क्या है हम यह पता लगाने जा रहे हैं कि हम संयोजन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा क्यों करते हैं इसलिए यह मान लेना सुरक्षित है कि थर्मल सीमा परत की मोटाई के अनुपात की गति सीमा परत का अनुपात n की शक्ति के लिए प्रांड्ल संख्या के रूप में है हम अभी भी नहीं जानते हैं कि n क्या है जिसमें आप में से कुछ पहले ही कर चुके हैं प्रयोगशाला में यह लेमिनार और अशांत द्रव प्रयोग आपने कुछ इस तरह के घातांक को देखा होगा और इसलिए हम यह देखने जा रहे हैं कि घातांक क्या हैं इसी तरह कोई n की शक्ति के लिए डेल्टाक को श्मिट संख्या के रूप में व्यक्त कर सकता है तो यह भी देता है सीमा परत की मोटाई की तुलना करने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है तंत्र प्रदान करता है या सीमा परत की मोटाई की तुलना करने के लिए विधि प्रदान करता है और यहीं ठीक है तो तुरंत हम परिभाषित कर सकते हैं ताकि मैं इन दोनों का अनुपात ले सकूं मैं कह सकता हूं कि प्रांड्ल संख्या n श्मिट संख्या की शक्ति से n की शक्ति तक है तो यह डेल्टा c द्वारा डेल्टा t के रूप में जाता है हम सुनिश्चित करते हैं कि आपको संख्याएं सही मिले अतः इसे लुईस संख्या कहते हैं तो इसलिए यह मूल रूप से 1 है जिसे लुईस संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे श्मिट के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे प्रांड्ल संख्या से विभाजित किया गया है इसलिए यदि हम लुईस संख्या नामक संख्या को परिभाषित करते हैं तो लुईस संख्या की परिभाषा क्या होगी आपको याद है कि थर्मल डिफ्यूजिटी द्वारा प्रांड्ल संवेग है श्मिट संख्या द्रव्यमान प्रसार द्वारा संवेग है इसलिए यह देखना आसान है तो लुईस संख्या इसके द्वारा दी जाती है जो कि द्रव्यमान प्रसार से विभाजित होती है जो कि द्रव्यमान प्रसार द्वारा विभाजित थर्मल विसरण द्वारा गुणा की जाती है तो यह डीएबी द्वारा अल्फा होगा जहां अल्फा उस तरल पदार्थ की तापीय विवर्तनशीलता है जिसे आप देख रहे हैं कि आप विचार कर रहे हैं और डीएबी उन प्रजातियों की विषुवतीय द्रव्यमान विवर्तनशीलता है जो फैल रही हैं जो कि विशेष धारा है तो वास्तव में हमने जो पाया है वह प्लेट की लंबाई के आधार पर लुईस नंबर प्रांड्ल नंबर श्मिट नंबर और रेनॉल्ड्स नंबर है क्योंकि आप फ्लैट प्लेट को देखते हैं आप हमेशा अन्य ज्यामिति पर विचार कर सकते हैं तो ये चार नंबर अनिवार्य रूप से सभी तीन अलग अलग परिवहन तंत्रों के विसरित गुणों की विशेषता रखते हैं आपको एक तरीका मिलता है जिसके द्वारा आप इन सभी की तुलना कर सकते हैं जिसका अर्थ है कि यदि आप उनमें से एक को जानते हैं यदि आप रेनॉल्ड्स संख्या जानते हैं तो गर्मी परिवहन और जन परिवहन प्रक्रियाओं के बीच कुछ संबंध होना चाहिए इनमें से प्रत्येक संख्या प्रांड्ल श्मिट और रेनॉल्ड्स संख्या वे स्वतंत्र रूप से प्रत्येक परिवहन प्रक्रिया की विशेषता बताते हैं तो यह थर्मल परिवहन या गर्मी परिवहन प्रक्रियाओं की विशेषता है यह बड़े पैमाने पर परिवहन प्रक्रिया की विशेषता है और यह गति परिवहन प्रक्रिया की विशेषता है अब आपको यह भी याद होगा कि इन तीन परिवहन प्रक्रियाओं के लिए हमने जो शासी समीकरण लिखे थे यदि हम सीमा परत सन्निकटन का परिचय देते हैं तो वे सभी समान दिखते हैं उन सभी के पास एक ही शब्द है उनके पास एक चालन शब्द है उनके पास एक प्रसार शब्द है और गति सीमा परत समीकरण में स्थिर है जो दबाव ढाल है तो कार्यात्मक रूप तो समाधान के कार्यात्मक रूप के लिए समान होना चाहिए तो यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि यह वही नहीं है यह समान है क्योंकि गति सीमा परत समीकरण एकाग्रता और तापमान पर निर्भर नहीं करता है जबकि एकाग्रता और थर्मल सीमा परत समीकरण वे वेग पर निर्भर करते हैं हालांकि उनका कार्यात्मक रूप समान होता है तो इसलिए जो समाधान आपको समाधान का कार्यात्मक रूप मिलता है जो आपको मिलता है उन्हें एक दूसरे के समान होना चाहिए जिसका अर्थ यह भी है इसका तात्पर्य यह भी है कि यदि प्रक्रियाओं में से एक की विशेषता है तो अन्य दो समान होने चाहिए तो इसका मतलब यह भी है कि क्योंकि कार्यात्मक रूप समान है इसलिए यदि परिवहन प्रक्रियाओं में से एक की विशेषता है यदि मुझे पता है कि उनमें से एक को कैसे हल किया जाए और मुझे कार्यात्मक रूप मिल गया और मुझे यह आयामी संख्या मिल गई तो मैं कर चुका हूं मुझे अन्य दो के समाधान खोजने में सक्षम होना चाहिए तो यह वह गुण है जो सीमा परत सादृश्य की अवधारणा की ओर ले जाता है इसलिए हम इस अवलोकन को भुनाने जा रहे हैं कि कार्यात्मक रूप समान है और हम यह पहचानने जा रहे हैं कि इन तीन परिवहन प्रक्रियाओं को कैसे जोड़ा जाए और इसलिए उनमें से एक को चिह्नित करके हम शेष को चिह्नित करने में सक्षम होना चाहिए इसलिए क्योंकि हमने कहा था कि डेल्टा द्वारा डेल्टा t जो कि सीमा परत की मोटाई का अनुपात है जो कि n की शक्ति के लिए प्रांड्ल संख्या के रूप में स्केल करता है इसलिए विशेष रूप से रेनॉल्ड्स द्वारा किए गए कार्य के कारण बहुत सारे प्रयोग हुए हैं जहां उन्होंने दिखाया है कि कार्यात्मक रूप डीएक्सस्टार किसी भी तरह से पाया जाता है वास्तव में हम भविष्य के व्याख्यान में देखेंगे जब हम विशिष्ट मामलों को लेंगे तो हम देखेंगे कि आपको किस तरह का स्केलिंग मिलेगा प्रांड्ल संख्या n की शक्ति के लिए तो यह पैमाना है क्योंकि कुछ फ़ंक्शन को प्रांड्ल संख्या से n की शक्ति से गुणा किया जाता है और वास्तव में यह अवलोकन इस स्थिति के कारण है कि सीमा परत की मोटाई का अनुपात n की शक्ति के लिए प्रांड्ल संख्या के रूप में है और इसमें यह अभी बहुत अनुमानी लग सकता है लेकिन आप देखेंगे कि बाद के व्याख्यानों में आप देखेंगे कि लगभग सभी ज्यामिति और सभी समस्या जो आप इसे मानते हैं वह उस प्रकार की स्केलिंग है जो आपको आमतौर पर मिलती है तो अभी के लिए हम मान लेंगे कि यह वह स्केलिंग है जो हमें मिलती है स्केलिंग मान लें वास्तव में बाद में अलग अलग मामलों के लिए वैसे यह प्रयोगात्मक रूप से बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है तो वहाँ कुछ अच्छे प्यारे प्रयोग किए जा रहे हैं जहाँ आप देख सकते हैं कि इस तरह की स्केलिंग को विभिन्न प्रकार की समस्याओं के लिए प्रयोगात्मक रूप से देखा गया है तो वैसे ही आप मान सकते हैं तो इसलिए हमने कहा कि नुसेल्ट संख्या जो कि h गुणा L बटा kf है तो यह कुछ कार्यात्मक रूप से दिया जाता है यदि मैं इसे कॉल करता हूं तो शायद मुझे एक अलग नामकरण का उपयोग करना चाहिए मैं इसे जी 1 कहता हूं तो xstar ReL और Prandtl नंबर तो यह पता चला है कि यह dPstar के रूप में dxstar के रूप में n की शक्ति के लिए प्रांड्ल संख्या में है तो यह इस अवलोकन के कारण है कि कार्यात्मक रूप में n स्केल की शक्ति के लिए कार्यात्मक रूप कार्यात्मक रूप में एक अलग इकाई के रूप में बाहर निकलता है हम नुसेल्ट संख्या को केवल कुछ फ़ंक्शन g1 के रूप में लिखने में सक्षम होना चाहिए जो कि जा रहा है xstar का कार्य हो जो x स्थिति और रेनॉल्ड्स संख्या है और कुछ दबाव प्रवणता को n की शक्ति से गुणा किया जाता है तो मान लीजिए कि अगर मैं मान लेता हूं कि dxstar द्वारा dPstar स्थिर है तो यह कहना उचित है इसलिए नुसेल्ट संख्या को केवल xstar ReL के रूप में Prandtl में n की घात के रूप में लिखा जा सकता है यदि इसी तरह हम कह सकते हैं कि शेरवुड संख्या एक ही कार्यात्मक रूप xstar होगी जिसे श्मिट संख्या से n की शक्ति से गुणा किया जाएगा कोई प्रश्न क्योंकि सीमा परत का ताप परिवहन और जन परिवहन एक दूसरे से संबंधित हैं संवेग सीमा परत के लिए हमने कहा कि घर्षण गुणांक तो यह 2 द्वारा रेनॉल्ड्स संख्या द्वारा उसी कार्यात्मक रूप में g1 में xstar ReL में दिया जाता है अगर मैं इन तीनों को जोड़ने जा रहा हूं मुझे कैसे पता चलेगा क्या छात्र यह कार्यात्मक रूप सिर्फ g1 होगा अब इसका कारण यह है कि यदि आप मॉडल समीकरणों को याद करते हैं तो आप देखेंगे कि प्रसार शब्द के सामने आपको जो स्केलिंग मिलती है वह गति समीकरण 1 ReL द्वारा है गर्मी परिवहन समीकरण में 1 ReL से 1 है प्रांड्ल नंबर इसीलिए और मास ट्रांसपोर्ट इक्वेशन में 1 बाय ReL से 1 श्मिट नंबर से है इसलिए फंक्शनल फॉर्म समान होगा तो अब हम इन कार्यात्मक रूपों को जोड़ सकते हैं तो हमने कहा g1 xstar ReL तो यह बराबर होना चाहिए Cf ReL बटा 2 होगा और मान लीजिए कि प्रांट्ल नंबर और श्मिट नंबर एक हैं प्रांड्ल नंबर और श्मिट नंबर कब एक हो सकते हैं ऐसा कब हो सकता है आपके पास डेल्टा और डेल्टा कब समान हो सकता हैं तो जब प्रांड्ल संख्या एक के बराबर होती है तो आपको याद है कि यह नूयू बटा अल्फा है ना तो तापीय विसरण द्वारा संवेग विवर्तनशीलता तो यह वह है जिसका अर्थ है कि संवेग प्रसार विवर्तन लगभग तापीय विवर्तन के बराबर है ऐसा कब होगा कि किस प्रकार की प्रणालियों में संवेग प्रसार और तापीय विवर्तन समान होगा अब हम कहते हैं संवेग विवर्तन तापीय विवर्तन और द्रव्यमान विवर्तन मैंने कहा श्मिट नंबर भी 1 के बराबर है किस तरह के सिस्टम होंगे मैं कह रहा हूं कि श्मिट नंबर 1 के बराबर है जो nu बटा D है क्या किसी को पता है कोई उदाहरण ऐसा कब हो सकता है कि तापीय विसरण और द्रव्यमान विवर्तन लगभग बराबर हो जब आपके पास बहुत बहुत पतली गैस धारा होती है तो यह पतला गैस होता है इसलिए यदि आप इस पतली गैस धारा के गुणों को मापते हैं तो यह पता चलता है कि ये तीन गति विवर्तन लगभग बराबर हैं वे बिल्कुल समान नहीं हैं लेकिन वे लगभग बराबर हैं तो उन मामलों में श्मिट संख्या और प्रांड्ल संख्या लगभग 1 के बराबर होती है